नमस्कार मॉड्यूल 1 की इकाई 14 में आपका स्वागत है यह टैक्सोनॉमी टेबल्स से संबंधित है पहले की इकाई में हमने सीखने में साइकोमोटर क्षेत्र की प्रकृति और महत्व को समझने में कुछ समय बिताया और हमने सभी सीखने की गतिविधियों में तीनों क्षेत्रों की भूमिका को देखा हमने कहा कि जब आप तंत्रिका विज्ञान के दृष्टिकोण से या मस्तिष्क के दृष्टिकोण से देखते हैं तो तीनों क्षेत्रों में गतिविधियां एक साथ मौजूद होती हैं गतिविधि की प्रकृति के आधार पर एक क्षेत्र अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है लेकिन किसी भी मानसिक प्रसंस्करण गतिविधि जो आप करते हैं सभी तीन क्षेत्रों के लिए एक एक भूमिका है कॉग्निटिव प्रसंस्करण है अफेक्टिव प्रसंस्करण है और साइकोमोटर प्रसंस्करण भी है और जिस तरह से हमने पियर्स ग्रे टैक्सोनॉमी के अनुसार इन तीन क्षेत्रों को देखा मस्तिष्क 3 चरणों में प्रक्रिया करता है यह संवेदी जानकारी प्राप्त करता है आप प्रक्रिया करते हैं और फिर कुछ उत्पादन करते हैं तो प्रस्तावित किया गया वर्गीकरण मस्तिष्क के प्रसंस्करण के इन तीन तत्वों को पहचानता है और सभी तीन क्षेत्रों को समान रूप से देखा जाता है और एक और बात जो हमने नोट की है कि जैसे जैसे आप उच्च स्तर के अफेक्टिव और साइकोमोटर क्षेत्रों में जा रहे हैं कॉग्निटिव गतिविधि का स्तर भी इसके साथ बढ़ता रहता है तो ये ऐसे बिंदु हैं जो तीन क्षेत्रों के साथ काम करते समय आपको याद रखने की आवश्यकता है टेक्सोनोमी टेबल्स से संबंधित वर्तमान इकाई में हम परिणामों मूल्यांकन और निर्देशों के बीच संरेखण की प्राप्ति में टेक्सोनोमी टेबल्स की भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमने कहा किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तीन तत्व होते हैं एक परिणाम है जिसे हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इसे किस हद तक प्राप्त किया है इसे आकलन द्वारा मापा जाता है और हम इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देशात्मक गतिविधियों का संचालन करते हैं ये किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तीन तत्व हैं पुनर्विचार करने के लिए एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव क्षेत्र के दो आयाम हैं अर्थात् कॉग्निटिव प्रक्रियाएं कभी कभी हम उन्हें कॉग्निटिव स्तर भी कहते हैं और हमारे पास ज्ञान श्रेणियाँ हैं हमने छह कॉग्निटिव स्तरों या छह कॉग्निटिव प्रक्रियाओं और ज्ञान की 4 सामान्य श्रेणियों की पहचान की दोनों कॉग्निटिव प्रक्रिया और ज्ञान श्रेणियों को एक साथ एक टेबल के रूप में एकीकृत किया जा सकता है क्योंकि वे दो आयाम हैं और आप उन्हें मिश्रण नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास यह टेबल के रूप में है इस टेबल में कॉग्निटिव प्रक्रियाओं की छह पंक्तियाँ और ज्ञान की 4 श्रेणियां होंगी जो शिक्षण और सीखने से संबंधित कई मुद्दों से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में काम कर सकती हैं आइए हम टेबल पर एक नज़र डालें हम इसे एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी टेबल या AB टैक्सोनॉमी टेबल कहते हैं कॉग्निटिव प्रक्रियाएं जैसा कि हम उन्हें विशेष पदानुक्रम में रखते हैं याद रखें समझें लागू करें विश्लेषण करें मूल्यांकन करें और बनाएं और ज्ञान श्रेणियों को भी फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रोसेड्यूरल और मेटाकॉग्निटिव के रूप में आयोजित किया जाता है अब ज्ञान श्रेणियों के संबंध में कोई विशेष पदानुक्रम नहीं है लेकिन कॉग्निटिव प्रक्रियाओं के संबंध में हमारे पास पदानुक्रम है एंडरसन क्रथोव्हल Anderson Krathwohl और कुछ अन्य लोगों द्वारा लिखी गई पुस्तक के रूप में प्रस्तुत टैक्सोनॉमी टेबल वे पंक्तियों और क़तारों को अदल बदल करते हैं कॉग्निटिव प्रक्रियाओं को क़तारों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ज्ञान श्रेणियों को पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यहाँ हमने इन पंक्तियों और क़तारों को आपस में क्यों अदल बदल किया है क्योंकि जब हम किसी भी सीखने की गतिविधि के परिणाम लिखने जा रहे हैं तो हम एक कॉग्निटिव प्रक्रिया से संबंधित कार्रवाई क्रिया से शुरू करते हैं एक पहचानी गई कॉग्निटिव प्रक्रिया और हम उससे संबंधित एक कार्रवाई क्रिया से शुरू करते हैं और फिर यह ज्ञान तत्वों द्वारा अनुगमन किया जाता है उस अनुक्रम के कारण हमने महसूस किया कि यह प्रस्तावित किए गए मूल के बजाय टैक्सोनॉमी टेबल का बेहतर प्रतिनिधित्व होगा लेकिन दोनों का उपयोग किया जा सकता है एक के ऊपर एक का कोई विशेष लाभ नहीं है यह सिर्फ हमने महसूस किया है कि यह क़तार के बजाय एक पंक्ति के रूप में कॉग्निटिव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए थोड़ा अधिक सुविधाजनक है टैक्सोनॉमी टेबल की कुछ विशेषताएं जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 24 सेल हैं हर सेल का एक पता होता है यह कॉग्निटिव प्रक्रिया और ज्ञान श्रेणी द्वारा क्रमांकित किया जा सकता है इसका मतलब है कि इसमें 1 से 6 कॉग्निटिव स्तर और 1 से 4 ज्ञान श्रेणियां हो सकती हैं उदाहरण के लिए सेल 4 3 एनालाइज का प्रतिनिधित्व करता है प्रोसीजरल आउटकम या इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी या एसेसमेंट सेल का खुद का पता है4 3 है और यहां पदानुक्रम है जैसा कि हमने स्वीकार किया कॉग्निटिव प्रक्रियाओं में एक पदानुक्रम है कॉग्निटिव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी सेल विश्लेषण करती हैं यह 4 जहां ज्ञान तत्वों में से कोई भी हो सकता है वे सेल 3 की तुलना में अधिक जटिल या उच्च स्तर की कॉग्निटिव गतिविधि का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि एक अधिक कठिन गतिविधि हो जटिलता और कठिनाई के बारे में बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है जटिलता को कॉग्निटिव स्तरों के संदर्भ में सख्ती से परिभाषित किया गया है इसका मतलब है अगर मैं एक विश्लेषण गतिविधि कर रहा हूं यह एक लागू गतिविधि की तुलना में अधिक जटिल है यदि मैं मूल्यांकन गतिविधि कर रहा हूं तो यह विश्लेषण गतिविधि करने की तुलना में अधिक जटिल है तो जटिलता को केवल उच्च स्तर की कॉग्निटिव गतिविधि के संदर्भ में समझा जाना चाहिए लेकिन कठिनाई पूरी तरह से एक अलग पैरामीटर है मेरे पास एक याद गतिविधि हो सकती है जो कि सबसे निचला स्तर है लेकिन मैं इसमें बहुत मुश्किल गतिविधि कर सकता हूं उदाहरण के लिए हम किसी से पूछ सकते हैं कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है यह याद रखना आसान है लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि सभी उत्तर पूर्वी राज्यों की राजधानी क्या हैं यह थोड़ी अधिक कठिन गतिविधि है उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी राजधानी शहरों को याद किया भी जा सकता है या नहीं भी या फिर कर्नाटक राज्य पर वापस आ सकते हैं बैंगलोर उत्तर जिले का जिला मुख्यालय क्या है यह याद रखना आसान होगा लेकिन अगर आप कहते हैं कि कर्नाटक राज्य के सभी जिलों को सूचीबद्ध करें जो निश्चित रूप से किसी विशेष जिले के सिर्फ मुख्यालय को सूचीबद्ध करने की तुलना में अधिक कठिन गतिविधि है क्या हो सकता है जटिलता की तुलना में कठिनाई एक अलग पैरामीटर है इन दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए बहुत से लोग जटिलता को अधिक कठिनाई मानते हैं जटिलता और कठिनाई के संबंध में एक और मुद्दा यह है कि कई संकाय एक पद लेते हैं कि क्योंकि छात्र एक कमजोर शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आते हैं वे एक जटिल कॉग्निटिव गतिविधियों को संभाल नहीं सकते हैं हालांकि विषय में आवश्यक पाठ्यक्रम है लेकिन मेरा मूल्यांकन कम कॉग्निटिव गतिविधियों के लिए अधिक विवश है और यही वह जगह है जहां जटिलता और कठिनाई के बीच मिश्रण आता है व्यक्ति कठिनाई के कुछ स्तर का त्याग कर सकता है लेकिन किसी को प्रासंगिक जटिलता का त्याग नहीं करना चाहिए जिस क्षण आप जटिलता का त्याग करते हैं मुझे लगता है कि हम छात्रों के साथ अपकार कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें वास्तव में सीखने से रोक रहे हैं और जब वे प्रासंगिक उच्च कॉग्निटिव गतिविधियों को करना नहीं सीखते हैं तो वे प्लेसमेंट के लिए कम तैयार होते हैं इसका मतलब है कि हम मूल्यांकन को कॉग्निटिव गतिविधियों के निम्न और निम्न स्तर तक सीमित करके छात्रों को उचित प्लेसमेंट प्राप्त करने के अवसरों से वंचित कर रहे हैं तो यह एक जटिलता और कठिनाई का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हालांकि यह टैक्सोनॉमी टेबल में सीधे परिलक्षित नहीं होता है अगर कोई चाहे तो वे कठिनाई के एक और आयाम जोड़ सकते हैं जटिलता शामिल होती रहती हैजैसे जैसे हम पंक्तियों के नीचे जाते रहते हैं इसका मतलब है आप जटिलता के स्तर को उच्च और उच्चतर बना रहे हैं यदि नीचे की पंक्तियों को किसी भी स्तर पर आबादी नहीं दी जाती है तो इसका मतलब है कि हम छात्रों के सीखने की गुणवत्ता को बाधित कर रहे हैं अब सेल 4 कॉग्निटिव प्रक्रियाओं के पदानुक्रमित प्रकृति के कारण 3 2 और 1 सेल की सभी गतिविधियों को सूचित करती है इसका मतलब है मुझे निम्न कॉग्निटिव स्तरों पर निम्न सेल का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है एक बार जब मैंने 4 पहचान लिया हैI आइए टेबल के संबंध में विस्तार से देखें एक पाठ्यक्रम के 3 तत्व हैं जो हमने पहले उल्लेख किया है कोर्स आउटकम यह दर्शाता है कि छात्र को पाठ्यक्रम के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए और हम इसे CO कहते हैं असाइनमेंट टेस्ट और परीक्षाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम के परिणामों का आकलन हम छात्रों का आकलन कैसे करते हैं हम उन्हें कुछ असाइनमेंट देते हैं जो कुछ अंक के होते हैं और हम मध्यावधि परीक्षा और अंत सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करते हैं और प्रत्येक असाइनमेंट टेस्ट या परीक्षा में आइटम की एक श्रृंखला होगी क्योंकि एक परीक्षा में एक प्रश्न या एक एसेसमेंट आइटम नहीं होता है इसमें कई एसेसमेंट आइटम और कई प्रश्न होंगेI जब आप एक असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के प्रत्येक तत्व को देखते हैं अर्थात् परीक्षा पेपर जो किसी भी कॉग्निटिव श्रेणी से संबंधित हो सकता है तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस विशेष प्रश्न को कैसे पूछा है यही कारण है कि हमारा ध्यान असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के बजाय एक असेसमेंट आइटम पर होगा जो कि असेसमेंट आइटम का एक संग्रह है अर्थात् प्रश्न हम इसका AI असेसमेंट आइटम द्वारा प्रतिनिधित्व करेंगे एक बार जब हमने एक कोर्स आउटकम की पहचान की तो हमारे पास कुछ शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ हैं इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज जो शिक्षार्थियों को उस परिणाम को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं यह है कि हम व्याख्यान कर सकते हैं हमारे पास कक्षा में क्विज़ हो सकते हैं हमारी कक्षा में चर्चा हो सकती है हम उन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज को कैसे व्यवस्थित करते हैं यह शिक्षक की पसंद है और यह विषय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है ये इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हम IA द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करते हैं किसी भी पाठ्यक्रम के तीन तत्व आउटकम असेसमेंट आइटम और इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हैं शिक्षण और सीखने के क्षेत्र में मुख्य अवधारणा यह है कि असेसमेंट कोर्स आउटकम के साथ एलाइनमेंट में होना चाहिए इसका मतलब है अगर मैं चाहता हूं कि छात्र किसी समस्या को हल करने में सक्षम हो यही लक्ष्य है तो मेरा असेसमेंट भी छात्र को वैसी ही समस्याओं को हल करने के लिए होना चाहिए आप केवल यह नहीं कह सकते कि उस अवधारणा का वर्णन करें या आप इस सामग्री के कुछ गुणों को सूचीबद्ध करें कोई स्वयं को या अपने आप को कॉग्निटिव स्तरों को कम करने के लिए विवश या प्रतिबंधित नहीं कर सकता हैI जब यह निचले कॉग्निटिव स्तरों पर किया जाता है तो हम मानते हैं कि असेसमेंट आउटकम के साथ एलाइनमेंट में नहीं है इसी तरह इंस्ट्रक्शन भी एसेसमेंट के साथ एलाइनमेंट में होना चाहिए क्योंकि मुझे कोर्स आउटकम के अनुरूप कॉग्निटिव गतिविधियों को करने के लिए छात्र को तैयार करना चाहिए या मुझे कोर्स आउटकम से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करनी चाहिए इंस्ट्रक्शन एसेसमेंट और कोर्स आउटकम एक दूसरे के साथ एलाइनमेंट में होने चाहिए एक तत्व यहां एक तत्व का अर्थ होगा इंस्ट्रक्शन एसेसमेंट और कोर्स आउटकम को उसके कॉग्निटिव स्तर द्वारा अंकितक किया जा सकता है अर्थात कार्रवाई क्रिया और ज्ञान श्रेणी एक से अधिक भी हो सकती है इसका मतलब है दिए गए आउटकम कथन में ज्ञान तत्वों की संख्या एक से अधिक हो सकती है इसलिए एक तत्व CO AI या IA हमने इसे कैसे अंकितक किया है इसके आधार पर टेक्सोनोमी टेबल की एक या अधिक सेल में स्थित हो सकते हैं इसलिए एक पाठ्यक्रम के सभी तत्व टैक्सोनॉमी टेबल के एक ही सेल में स्थित होने चाहिए और यही हमारा एलाइनमेंट द्वारा मतलब है उदाहरण के लिए CO3 एक कोर्स आउटकम है यह सिर्फ एक संख्या है कोर्स आउटकम 3 अप्लाई और प्रोसीजरल से संबंधित है तो यह सेल 3 3 में स्थित है जब असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज CO 3 के साथ पूर्ण एलाइनमेंट में होती हैं तो उन्हें उसी सेल में स्थित होना चाहिए यही कारण है कि हम IA3 और AI3 को एक ही 3 3 सेल में स्थित करते हैं जो कि हम वास्तव में एक सच्चे एलाइनमेंट से मतलब रखते हैं यह 100 प्रतिशत एलाइनमेंट है ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है आइए हम CO 4 लेते हैं CO 4 अप्लाई और प्रोसीजरल है इसलिए मैं AI 4 को भी उसी सेल में डाल रहा हूं इसका मतलब है सभी प्रश्न जो मैं किसी भी रूप में पूछने जा रहा हूं कि क्या यह 1 अंक का प्रश्न है या 10 अंक का प्रश्न है यह आंतरिक परीक्षा है या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा है मेरे सभी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ही सेल में स्थित हैं 3 3 लेकिन छात्र को तैयार करते समय क्या हो सकता है मैं उन गतिविधियों से गुजर सकता हूं जो कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग शब्दावली की तरह हैं उस स्थिति में CO 4 से संबंधित इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज सेल 13 में स्थित हो सकती है या कभी कभी मैं समय समझने चीजों को समझाने और अन्य चीजों के साथ तुलना करने में खर्च करता हूं और CO 4 से संबंधित IA 4 इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज भी 23 सेल में स्थित हो सकती हैं यह कुछ ऐसा है जो संभव है किसी भी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के उस चीज़ से गुजरने की संभावना है लेकिन ध्यान दें कि AI 4 असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट 100 प्रतिशत 33 सेल में स्थित है जो इस CO 4 का एक गुण है मेरी एक और स्थिति हो सकती है CO 5 एक और कोर्स आउटकम है जो 4 2 में स्थित है एनालाइज और कांसेप्चुअल लेकिन मेरा असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी तीनों निम्न कॉग्निटिव स्तरों में से कोई भी हो सकती है IA5 AI5 1 2 या 2 2 या 3 2 में हो सकता है लेकिन आप देखेंगे कि सेल 4 2 में कोई AI 5 नहीं है इसका मतलब है मैं एनालाइज से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं मेरे प्रश्न या तो कुछ गणनाओं से संबंधित हैं अप्लाई कुछ समझ अंडरस्टैंडिंग से संबंधित हैं या केवल संबंधित प्रश्नों को याद करते हैं और यह आपके निर्देश का संचालन करने का पूरी तरह अस्वीकार्य तरीका है यदि CO 5 के तहत कुछ उपलब्ध नहीं है अगर उस सेल में कोई असेसमेंट आइटम नहीं हैं तो यह करने का स्वीकार्य तरीका नहीं है तब मेरे पास एक और चरम स्थिति हो सकती है AI 5 1 1 से संबंधित है इसका मतलब है कि यह न तो एनालाइज है और ना ही कांसेप्चुअल conceptual है यह केवल कुछ परिभाषाओं या कुछ तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने का एक प्रकार है और यह CO 5 के साथ कुल मिसालाइनमेंट में है जब आप एलाइनमेंट को समझने के लिए टेक्सोनोमी टेबल का उपयोग करने के बारे में बात करते हैं तो इसे समझने की आवश्यकता है CO 5 के संबंध में कुछ AI 5 होना चाहिए जैसा कि हमने कहा कि CO 4 के मामले में 100 प्रतिशत असेसमेंट आइटम सेल 3 3 में हैं जबकि यहां AI5 सेल 4 2 में पूरी तरह से अनुपस्थित है समझौता क्या है एक एक चरम पर है और दूसरा दूसरे चरम पर इसलिए हमें इस बारे में कुछ सामान्य समझ में आना होगा कि CO 5 के मामले में आवश्यक सेल से संबंधित असेसमेंट आइटम का प्रतिशत क्या होना चाहिए यह 4 2 है जब हमने कई शिक्षकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए या कभी कभी वे 50 प्रतिशत से अधिक कहते हैं इसका मतलब है 50 या उससे अधिक प्रतिशत प्रश्न CO5 द्वारा दर्शाए गए उस विशेष सेल से संबंधित होने चाहिए और हम अनुशंसा कर रहे हैं कि यह कम से कम 60 प्रतिशत होना चाहिए यदि कोई उस संबंधित सेल में अधिक प्रतिशत प्रश्न पूछना चाहता है तो उसका स्वागत करते हैं लेकिन दुर्भाग्य से विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय के कागजात के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है किसी भी तरह से प्रश्नों का प्रतिशत 1 2 बहुत बड़ा हो जाता है बहुत अधिक प्रतिशत प्रश्न चलते रहते हैं इसका कारण यह हो सकता है कभी कभी यह अनजाने में होता है या आप जानबूझकर CO 5 सेल से बचने के बजाय सुविधाजनक तरीके से चलते हैं कभी कभी आप एक पद भी ले सकते हैं हां CO5 वही है जो छात्रों द्वारा आवश्यक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस क्षेत्र में प्रश्न पूछ सकता हूं क्योंकि मेरे बहुत से छात्रों के असफल होने की संभावना है एक बार जब छात्र इस तंत्र को समझ लेते हैं तो वे सेल 4 2 से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी नहीं करेंगे यह छात्रों की प्रकृति या संकाय सदस्य या प्रबंधन के विचारों के आधार पर कई संस्थानों में बुनियादी दुविधा है इसलिए यह अभी एक प्रमुख मुद्दा है लेकिन कोई भी इस टेक्सोनोमी टेबल की सहायता से संबंधित संकाय और विभाग के बीच इन मुद्दों पर बहस कर सकता है अब यह वही है जो हमने पेश किए गए नमूने में सभी सेल के बारे में बताया हैI पहली बात यह है कि कोर्स आउटकम और संबंधित इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी पूर्ण एलाइनमेंट में होनी चाहिए एक ही सेल में स्थानिक होना चाहिए कोर्स आउटकम की तुलना में असेसमेंट आइटम के छोटे प्रतिशत कम कॉग्निटिव स्तर के प्रतिनिधित्व सेल में हो सकता है असेसमेंट आइटम की महत्वपूर्ण प्रतिशत उसी सेल में होना चाहिए जिसमें CO है टेक्सोनोमी टेबल हमारे लिए क्या कर सकता है यह एक सरल टेबल है लेकिन यह एक कोर्स के 3 तत्वों के बीच निर्दिष्ट एलाइनमेंट को प्राप्त करने और मौका घटनाओं को समाप्त करने की सुविधा प्रदान कर सकता है दोनों विश्वविद्यालय प्रकार की परीक्षा में जहां आपके पास संबद्ध संस्थान हैं और यहां तक कि स्वायत्त संस्थान में भी जहां शिक्षक के असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने की संभावना है दोनों ही मामलों में मौका घटनाओं की संभावना है और इस प्रकार सही एलाइनमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते है इसलिए कोई भी इस टेक्सोनोमी टेबल का उपयोग कर सकता है और हम इस पाठ्यक्रम या TALG के मॉड्यूल 2 में अधिक समय उचित असेसमेंट डिजाइन के संबंध में खर्च करेंगे और टेक्सोनोमी टेबल भी अच्छी तरह से संरचित परीक्षण आइटम बैंकों के डिजाइन में मदद कर सकती है और परिणामस्वरूप किसी भी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के दो महत्वपूर्ण गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असेसमेंट वैलिड होना चाहिए और रिलाएबल होना चाहिए अर्थात मैं परीक्षण कर रहा हूं कि मुझे क्या उम्मीद है कि मेरे छात्र प्राप्त करने में सक्षम होंगे रिलाएबल का अर्थ है इस वर्ष मेरे पाठ्यक्रम में एक छात्र का प्रदर्शन और अगले वर्ष उसी पाठ्यक्रम का प्रदर्शन किसी अन्य छात्र द्वारा किया जाना तुलनीय है इसका मतलब है अगर मैं कहता हूं कि इस वर्ष एक छात्र ने इस पाठ्यक्रम में 65 प्रतिशत हासिल किया है तो दूसरा छात्र जिसने अगले वर्ष समान 65 प्रतिशत हासिल किया है हम कह सकते हैं कि उनकी लगभग समान क्षमताएं हैं यह ट्यूशन के आयोजन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में भी काम कर सकता है जो एक से एक निर्देश है तो टेक्सोनोमी टेबल का उपयोग करके ट्यूशन आयोजित कर सकता है हमारे पास एक और प्रकार की टेक्सोनोमी टेबल है जो अफेक्टिव क्षेत्र के लिए है तो आपके पास अफेक्टिव स्तर हैं पर्सीव रिएक्ट कंफर्म वैलिडेट अफेक्टिव जज और अफेक्टिव क्रिएट एक समान स्तर की पदानुक्रम है जो हमारे पास कॉग्निटिव क्षेत्र के साथ थी और यहां गोल के तीन स्तर हैं बिहेवियरल गोल प्रोसीजरल गोल और सब्सटेंटिव गोल प्रोसीजरल गोल बिहेवियरल गोल की तुलना में एक उच्च स्तर पर है और इसी तरह प्रोसीजरल गोल की तुलना में सब्सटेंटिव गोल उच्च स्तर पर है तो यह एक प्रकार का पदानुक्रम नहीं है लेकिन यह एक ऐसा है जिसे प्राप्त करना अधिक कठिन है तो इस अफेक्टिव क्षेत्र टैक्सोनॉमी टेबल का उपयोग उन संकाय द्वारा भी प्रभावी रूप से किया जा सकता है जो कॉग्निटिव क्षेत्र के साथ साथ एक ही समय में अफेक्टिव क्षेत्र को संबोधित करना चाहते हैं हम साइकोमोटर क्षेत्र के लिए इस तरह के एक टैक्सोनॉमी टेबल पर नहीं आए हैं तो यह अफेक्टिव गोल का पदानुक्रम है जो मैंने समझाया है आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से संबंधित सभी कक्षों के लिए एक या अधिक एसेसमेंट आइटम प्रश्न और असाइनमेंट लिखें आइए हम वापस जाएं और देखें कि प्रासंगिक का क्या मतलब है यदि आप पाठ्यक्रम की प्रकृति के आधार पर टेक्सोनोमी टेबल लेते हैं तो सभी कॉग्निटिव प्रक्रियाएं किसी विशेष विषय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं हम कहते हैं कि मैं क्रिएट इवेलुएट और एनालाइज को हटा रहा हूं वे कॉग्निटिव प्रक्रियाएं मेरे पाठ्यक्रम के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं यद्यपि मेटाकोग्निटिव ज्ञान महत्वपूर्ण और संबंधित है मेरे पास मेटाकोग्निटिव स्तर को संबोधित करने के लिए आवश्यक संसाधन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं तो क्या हो सकता है मैं 6 बाय 4 के बजाय 3 बाय 3 टेबल तक सीमित हूं वास्तव में कई क्षेत्रों में कई पाठ्यक्रम कॉग्निटिव प्रक्रिया अंडरस्टैंड पर रुक जाते हैं इसका मतलब है आप खुद को केवल शीर्ष दो पंक्तियों तक सीमित कर रहे हैं तो यह पाठ्यक्रम की प्रकृति और जिस तरह से संकाय सदस्य पाठ्यक्रम को संभालना चाहता है उस पर निर्भर करता है एक या अधिक एसेसमेंट आइटम लिखें यह अभ्यास के लिए अधिक है मैं एसेसमेंट आइटम कैसे लिखूं इसका मतलब है एक प्रश्न या असाइनमेंट और आपके द्वारा दिए गए बयान के आधार पर आपको उस के सेल के पते की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए प्रत्येक संबंधित सेल में आपके लिए क्या कम से कम एक या अधिक प्रश्न लिखना संभव है और अगली इकाई में इकाई 15 हम समझने की कोशिश करते हैं कि एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के ढांचे के भीतर एक पाठ्यक्रम के आउटकम कैसे लिखें